पिछले कुछ सत्रों में हम लागत मात्रा लाभ विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं फिर बीईपी विश्लेषण और इसे विभिन्न निर्णय लेने के परिदृश्यों में कैसे लागू किया जा सकता है हमने पीवी अनुपात बीईपी इत्यादि के योगदान की गणना के बारे में दो उदाहरण किए हैं और पिछले सत्र में हमने दो मामले देखें जिनमें बिक्री मिश्रण शामिल था इसलिए बीईपी की गणना केवल एक उत्पाद के लिए नहीं बल्कि बिक्री मिश्रण के साथ बीईपी निकालने के लिए और बीईपी एवं भारित औसत पीवी अनुपात का उपयोग करके यह बताने के लिए कि कौन सा बिक्री मिश्रण ज्यादा उपयुक्त है के लिए की जाती है इसलिए यदि आपको याद है कि हमने दो सवाल किए हैं एक गणेश लिमिटेड पर और फिर केशव लिमिटेड पर जहाँ हम दो बिक्री मिश्रणों का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं और उनकी उपयुक्तता पर टिप्पणी करते हैं आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और हम एक मसौदा बजट बनाने की कोशिश करेंगे इसलिए हम एक प्रकार की संवेदनशीलता विश्लेषण करेंगे कि यह प्रबंधन के डिज़ाइन के अनुसार परिदृश्य की ज़रूरतों के अनुसार हम वर्तमान बजट में कुछ बदलावों करना चाहते हैं लाभ का विवरण उसके अनुसार कैसे बदलेगा यह हमें अध्ययन करना है मुझे उम्मीद है कि आपको प्रिंट आउट मिल गया होगा यदि नहीं मिला है तो कृपया करके पहले प्रिंट आउट लीजिए और फिर मेरे साथ बैठ किए और समस्या को समाधान करने की कोशिश कीजिए इसलिए SatVahan Enterprises ने एक ड्राफ्ट बजट तैयार किया हैं तो उन्होंने 10000 इकाइयों का बजट बनाया है बिक्री मूल्य 30 है प्रत्यक्ष सामग्री 8 श्रम 6 और चर ओवरहेड्स 1 प्रति घंटे की दर से दिए गए हैं तो कुल परिवर्तनीय लागत 15 है और प्रति यूनिट योगदान भी 15 है मुझे इसे थोड़ा नीचे स्थानांतरित करना चाहिए तो यहाँ कुल 15 है प्रति यूनिट योगदान 15 है अब वे वर्तमान बजट के अनुसार योगदान पहले ही दे चुके हैं तो यह 150000 का बजट योगदान देता है क्योंकि 10000 इकाइयों का 15 में मतलब 150 है उनके बजट में तय ओवरहेड्स 140 हैं जो उन्हें केवल 10000 का लाभ दे रहे हैं अब स्वाभाविक रूप से प्रबंधन कम लाभ से बहुत खुश नहीं हैं वे एक अधिक उपयुक्त रणनीति एक बेहतर रणनीति चाहते हैं व्यापार करने का एक बेहतर तरीका चाहते है इसलिए उन्होंने एक कार्य दल को बेहतर या उच्च लाभ वाले आंकड़ों वाले वैकल्पिक बजट के साथ आने के लिए कहा है अब कार्य दल निम्नलिखित सुझावों के साथ रिपोर्ट करता है पहली बात वे कहते हैं जिससे 25000 का बजटीय लाभ होगा अब वे सुझाव देते हैं कि कंपनी को विज्ञापन पर 28500 खर्च करने चाहिए और बिक्री मूल्य को 32 तक रखना चाहिए इसलिए वर्तमान बिक्री मूल्य जो कि 30 है उसे बढ़ाकर 32 कर दिया जाएगा उम्मीद है कि बिक्री की मात्रा भी बढ़कर 12000 हो जाएगी इसलिए वर्तमान 10000 से बिक्री की मात्रा बढ़कर 12 हो जाएगी अब उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाना होगा उनकी केवल 10 की क्षमता है उन्हें इसे 12 तक बढ़ाना होगा अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए मौजूदा कर्मचारियों को कैसे काम करना है उत्पाद की प्रत्येक इकाई के लिए लगने वाले समय को कम करने के लिए और एक वेतन और उत्पादकता सौदे की पेशकश करने का प्रस्ताव है तो कि अधिक मजदूरी दर का भुगतान किया जाता है और मजदूरी दर 4 तक बढ़ जाती है आप देख सकते हैं कि उनकी वर्तमान मजदूरी दर 3 है 3 की दर से 2 घंटे के लिए वे 6 प्राप्त कर रहे हैं अब हम कर्मचारियों को एक बेहतर सौदा देना चाहते हैं और उनके वेतन की दर को बढ़ाकर 4 प्रति घंटा करना चाहते हैं चर ओवरहेड दर वही रहेंगे अब इन परिवर्तनों को शामिल करने के बाद आपको वैकल्पिक बजट देना होगा समझे अब इसे मेरे साथ करना शुरू करें अब आप कैसे शुरू करेंगे मैंने आसानी से समझने के लिए आपके लिए एक संरचना तैयार की है सबसे पहले बस वर्तमान मसौदे को एक उचित प्रारूप में रिकॉर्ड करें इसलिए उन्होंने इसे वर्तमान मसौदे के रूप में दिया है आइए इसे एक्सेल में एक उचित प्रारूप में रखने की कोशिश करें फिर आप कुछ बदलावों को शामिल कर सकते हैं तो कृपया संरचना को ड्रा करें इसे पहला मसौदा कहा जाता है इकाइयों का संख्या 10000 है बिक्री मूल्य 30 है परिवर्तनीय लागत 8 6 और 1 है जो 15 है प्रति यूनिट योगदान भी 15 है 30 माइनस 15 है कुल योगदान 150 140 निश्चित लागत है लाभ 10000 है यह सब पहले से ही दिया गया था पीवी अनुपात की गणना करें पीवी अनुपात आपको पता है कि यह योगदान भागे बिक्री है तो मौखिक रूप से भी आप यह कर सकते हैं यह 50 प्रतिशत है जो कि सम विच्छेदित बिंदु है निश्चित लागत भागे पीवी अनुपात तो 280000 और इकाइयों का सम विच्छेदित बिंदु 933333 है इसलिए आप देख सकते हैं कि वे सम विच्छेदित बिंदु से केवल थोड़ा ऊपर चल रहे हैं यही कारण है कि लाभ बहुत कम है अब उनके सुझाव को शामिल करें जिसके अनुसार विज्ञापन पर कुछ और पैसा खर्च करें बिक्री मूल्य बढ़ाएँ और संशोधित बजट की गणना करें तो इकाइयों की नई संख्या क्या है 10000 से बढ़कर यह 12000 हो गई है बिक्री मूल्य अब 32 है प्रत्यक्ष सामग्री की लागत में बदलाव नहीं होने जा रहा है यह 8 पर स्थिर रहने वाला है श्रम को लिखिए चर ओवरहेड इत्यादि और संशोधित बजट के लिए लाभ की गणना कीजिए मैं निर्धारित लागत को 140 से बढ़ाऊंगा अब 168500 पर जाऊँगा क्योंकि हम 28500 का विज्ञापन व्यय जोड़ेंगे आप कितनी सामग्री श्रम और ओवरहेड्स की गणना कर पाए हैं वे पहले से ही जानते हैं कि उनके पास 25000 लाभ का लक्ष्य है देखिए कि यह बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है जिससे 25000 का बजटीय लाभ होगा तो किसी भी तरह वे 25 का लाभ कमाना चाहते हैं क्या आप चर लागत के इन घटकों की गणना करने में सक्षम हैं यह एक सीधी गणना नहीं है जिसे आप सीधे गणना कर सकते हैं आपको 25 के वांछित लाभ के लिए वापस जाना होगा नई निश्चित लागत 168500 है इसलिए कुल योगदान 193500 है आप इकाइयों की संख्या जानते हैं तो आप प्रति यूनिट 16125 अंशदान की गणना कर सकते हैं कैसे करें क्योंकि कुल योगदान जो कि 193500 होगा जो 12000 से विभाजित है आपको 16125 देगा आपको नए विक्रय मूल्य का पता है जो कि 32 है इसलिए 32 माइनस 16125 इसका मतलब है आपकी परिवर्तनीय लागत 15875 होनी चाहिए अब क्या आप उसमें मैच कर पा रहे हैं मुझे लगता है कि यह कठिन होगा क्योंकि प्रत्यक्ष सामग्री 8 है नई श्रम लागत क्या है उन्होंने श्रम दर में वृद्धि की है क्योंकि वे उत्पादन को 10 से बढ़ाकर 12 करना चाहते हैं देखिए उन्होंने यह दिया है कि यह वेतन और उत्पादकता का एक सौदा है क्योंकि श्रमिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं तो हम उन्हें प्रति घंटे 4 रुपये दे रहे हैं इसलिए यदि आप 4 लेते हैं तो वर्तमान गणना 2 गुना 3 थी यदि आप इसे 2 गुना 4 बनाते हैं तो यह 8 8 और 1 होगा जो कुल होगा कुल 17 होगा लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कुल परिवर्तनीय लागत 15875 से अधिक हो जाए तो अब इसे कैसे प्रबंधित किया जाए क्या आप इसे करने में सक्षम हैं क्योंकि देखिए कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत में बदलाव नहीं होने जा रहा है अर्थात सरल प्रत्यक्ष सामग्री लागत में कोई बदलाव नहीं है श्रम लागत के बारे में क्या यह बदल जाएगा यह बदल जाएगा इसकी वजह यह है कि यह दर अब बढ़ती जा रही है लेकिन क्या यह 8 रुपये पर जाएगी नहीं क्योंकि घंटों की संख्या को नीचे आना चाहिए वर्तमान गणना के अनुसार यह 3 रुपए प्रति इकाई की दर से 2 घंटे हैं देखिए कि वे कह रहे हैं कि अतिरिक्त उत्पादन को प्राप्त करने के लिए कार्यबल द्वारा प्रत्येक इकाई को बनाने में लगने वाले समय को कम करने में सक्षम होना चाहिए इसका मतलब है हम एक वेतन और उत्पादकता सौदे की पेशकश कर रहे हैं हम श्रमिकों को बता रहे हैं कि देखो बॉस हम आपको अधिक दर देंगे हम दर 3 रुपये से 4 रुपये तक बढ़ा रहे हैं लेकिन आप घंटों की संख्या 2 रुपये से घटाकर कुछ 2 से कुछ कम करे क्षमा करें 2 घंटो से कुछ कम करें तभी आपको 4 प्रति घंटे की दर से दिए जाएंगे तो यह 2 गुना 4 नहीं हो सकता है यह 2 से कम होना चाहिए इसलिए अब आप उस आंकड़े की गणना कैसे करेंगे मान लीजिए कि आप इसे x के रूप में लेते हैं तो यह 4 x होगा समझ रहे हैं क्योंकि श्रम दर अब 4 हो जाएगी मान लीजिए कि श्रम लागत 2 है यह 4 x होगी चर ओवरहेड्स के बारे में क्या है चर ओवरहेड्स के बारे में भी उन्होंने यह दिया है कि चर ओवरहेड की प्रति घंटा दर अप्रभावित रहेगी लेकिन एक की कुल राशि बदल जाएगी क्योंकि यह 2 घंटे गुना 25 है तो जो भी नई दर है माफ कीजिएगा नए घंटे है जो x है वह 05 x होगा तो 4 x और 05 x इसका मतलब है कि 45 x श्रम और चर ओवरहेड्स का कुल है और हम यह पहले से ही जानते हैं कि कुल 15875 से अधिक नहीं होना चाहिए तो 15875 माइनस 8 यह 7875 होना चाहिए अब इस डाटा के साथ x की मात्रा निकालने के लिए वापस प्रयत्न करें यहां मैंने आपको गणना दिखाने की कोशिश की है कि यह 4 x और 05 x है हम पहले से ही जानते हैं कि कुल 15875 है इसका मतलब है कि 45 x 15875 के बराबर है इसलिए यदि आप इसे विभाजित करते हैं तो आपको x 175 के रूप में मिलेगा यदि आपको याद है तो पहले वे प्रति यूनिट 2 घंटे लेते थे और इसमें उन्हें कटौती करनी थी तो उन्होंने इसे घटाकर 175 कर दिया है इसलिए अब 175 x का नया मूल्य है नई दर जो 4 है 175 गुना 4 करने पर आपको 7 मिलता है और 175 को 05 में गुणा करने पर आपको 0875 मिलता है इसलिए यदि आप इन 3 का कुल लेते हैं तो यह 15875 हो जाता है और फिर सब कुछ मैच हो रहा है इसलिए वे लक्षित लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे उत्पादन में वृद्धि करेंगे श्रमिकों को अधिक भुगतान देंगे सब कुछ प्रदान करेंगे केवल शर्त यह है की वे प्रति यूनिट घंटे की संख्या 2 से घटाकर 175 कर सकते हैं यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे हम श्रमिकों को देना चाहते हैं ठीक है हम आपकी दरों को बढ़ाने के इच्छुक हैं बशर्ते आप घंटों की संख्या घटाकर 175 कर दें अब मुझे आशा है कि आपको यह अनुमान होगा कि यदि आप इस गणना को कर सकते हैं तो शायद प्रबंधन बहुत खुश होगा क्योंकि उन्हें 25 गुना लाभ मिलता है यहां तक कि कंपनी की कुल बिक्री भी बढ़ रही है श्रमिकों को भी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि उन्हें अधिक भुगतान मिलता है तो यह एक जीत जीत सौदा है सबसे पहले हमें इन सभी उचित गणनाओं को दिखाना होगा इसलिए कि सभी पक्ष खुश हो सके और फिर निश्चित रूप से किसी को ठीक से निष्पादन करना है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादकता बढ़ती जाए समय कम हो जाए तो लागत में कटौती की जाती है और योगदान बढ़ता है अब आप देख सकते हैं कि योगदान बढ़ गया है निश्चित लागत में वृद्धि हुई है इसके बावजूद कि आप अधिक लाभ कमा रहे हैं अब नया पीवीआर क्या है यह लगभग स्थिर है यह थोड़ा ऊपर चला गया है क्योंकि कीमत बढ़ गई है इसलिए 050 जो नया बीईपी है वह ऊपर जाएगा या नीचे गिर जाएगा वास्तव में नए बीईपी बढ़ गया हैं क्या यह एक अच्छा संकेत है वास्तव में यह इतना अच्छा संकेत नहीं हैं क्योंकि कंपनी ने नई निश्चित लागत लगाई है यही कारण है कि उनकी बीईपी थोड़ी बढ़ गई है और इकाइयों के संदर्भ में भी बीईपी बढ़ गया है इसलिए यह थोड़ा जोखिम भरा प्रस्ताव है कंपनी को थोड़ा और जोखिम उठाना होगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी लाभप्रदता में सुधार करने में सक्षम हैं मुझे आशा है कि आप इसे समझ रहे हैं इसलिए इसके साथ हम यहां रुकेंगे नमस्ते धन्यवाद